हमने कॉपीराइट का परिचय देखा यह कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे समय के साथ विकसित हुआ अब भारत में कॉपीराइट सुरक्षा पर नजर डालते हैं शुरुआत में हमारे पास 1914 में भारतीय कॉपीराइट अधिनियमके प्रावधान शामिल हैं हमारे पास 2012 में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम 2012 है जो हाल ही में एक संशोधन था जिसने कॉपीराइट कानून में विभिन्न नए विकास को शामिल किया यह लेखक अधिकारधारकों और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को संतुलित करता है तो हम संतुलन के बारे में बात कर रहे थे जो स्पष्ट रूप से संशोधन में उल्लिखित है इसमें कलाकार के अधिकारों और अनिवार्य लाइसेंस के माध्यम से काम करने की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान भी है कॉपीराइट अधिनियम का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत तक फैला हुआ हैज़्यादातर कार्यों के लिए कॉपीराइट का कार्यकाल लेखक के जीवनकाल के साथ साथ 60 वर्ष है जिस वर्ष लेखक की मृत्यु होती है उससे अगले 60 वर्ष तक सरंक्षण दिया जाता है तो आप कह सकते हैं कि कॉपीराइट की अवधि भी लेखक के जीवन पर निर्भर है कॉपीराइट धारक को काम को प्रिंटप्रकाशित और प्रतियां बेचने का अधिकार है जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि कार्य का मतलब एक साहित्यिक नाटकीय संगीत या कलात्मक काम है जिसमें एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म या एक ध्वनि रिकॉर्डिंग शामिल है कार्यों को या तो अलग से या संयुक्त रूप से बनाया जा सकता है संयुक्त लेखक का एक काम दो या दो से अधिक लेखकों के सहयोग से निर्मित कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक लेखक का योगदान अन्य लेखकों के योगदान से अलग नहीं होता है उदाहरण के लिए एक ही समय में अलग अलग 3 विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके तीन संगीतकारों द्वारा बजाया जाने वाला संगीत अब यह कार्य संयुक्त authorship का कार्य है क्योंकि आप वहां अंतर नहीं कर सकते हैं या आप एक लेखक के काम को दूसरों से अलग नहीं कर सकते हैं कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कार्यों में मूल साहित्यिक कार्य नाटकीय कार्य संगीतमय कार्य और कलात्मक कार्य शामिल हैं इसमें सिनेमैटोग्राफ फिल्में शामिल हैं इसमें sound रिकॉर्डिंग शामिल हैं यह अन्य परिस्थितियों में कुछ कामों की रक्षा भी करता है उदाहरण के लिए जो काम पहले भारत में प्रकाशित किया गया था भारत में संरक्षित किया जा सकता है और अगर लेखक भारत का नागरिक है तो भारत में काम की रक्षा की जा सकती है जब साहित्यिक स्वचालित कार्य की बात होती हैतो Author शब्द किसी कार्य के लेखक को संदर्भित करता है संगीत के एक काम के लिए author संगीतकार को संदर्भित करता है और एक कलात्मक कार्य के लिए author कलाकार को संदर्भित करता है तोauthor का मतलब है कि वह व्यक्ति जो काम की रचना करता है एक तस्वीर के लिए यह वह व्यक्ति होता है जो तस्वीर लेता हैएक छायांकन फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग का निर्माण करता है कंप्यूटरजनित काम के लिए यह वह व्यक्ति है जो कम्प्यूटर से सम्बंधित कार्य करता है इसलिए इसे काम के निर्माण से जोड़ा जाता है